आइए अब विषय वार्षिक भुगतान और वर्तमान मूल्य कारक को देखें यह एक लोकप्रिय विषय है सामान्य विषय जिसका आप आमतौर पर तब सामना करते हैं जब हम उन वस्तुओं के लिए किश्तों मासिक किश्त वार्षिक किश्त समान वार्षिक किश्त का भुगतान कर रहे हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो हम ऐसे मामलों के लिए वर्तमान मूल्य की गणना कैसे करते हैं एक बार फिर समयरेखा पर विचार करें अब समयरेखा पर यहाँ एक प्रारंभिक पॉइंट है और फिर मैं समान दूरी के अंतराल पर टिक चिह्नित करने जा रहा हूं तो टिक्स के बीच की जगह वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है तो हम कहते हैं कि यह समय अंतराल एक वर्ष वर्ष एक है यह समय अंतराल वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार है इस तरह वर्ष n तक अब प्रत्येक वर्ष के अंत में हर साल वर्ष के अंत में मैं एक राशि D का भुगतान करने जा रहा हूं दूसरे वर्ष के अंत में एक राशि D का भुगतान तीसरे वर्ष के अंत में आप एक राशि D का भुगतान करते हैं चौथे साल के अंत में भी इसी तरह से तो nth वर्ष के अंत तक आप उसी राशि D का भुगतान कर रहे हैं अब हमें क्या गणना करने की आवश्यकता है इस समय सीमा का मूल्य क्या है देखें यह अलग अलग समय सीमा में परिवर्तन की तरह है तो चलिए हम बताते हैं अब यह हमारे समय सीमा का रेफरेन्स है तो एक साल बाद D का मूल्य जो भी हो इसका वर्तमान मूल्य क्या है दो साल बाद जो भी D का मूल्य है उसका वर्तमान मूल्य क्या है तीन साल के बाद उसका वर्तमान मूल्य क्या है n वर्षों के बाद उसका मूल्य क्या है आप इन सभी को एक ही समय सीमा में लाते हैं फिर वहां आप जोड़ सकते हैं तो फिर वहां हम बीजगणितीय रूप से उन्हें जोड़ते हैं और फिर आपको वर्तमान मूल्य के अनुरूप मूल्य मिलेगा तो यह सिद्धांत है जिसका हम पालन करने जा रहे हैं तो यह D समान वार्षिक भुगतान है जो एक व्यक्ति देता है अब Sn हम इस समीकरण को जानते हैं Sn हम चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग करेंगे Sn जो nth वर्ष के बाद पैसे का मान है वह S01 i n है जहाँ i ब्याज की दर है तो यह भविष्य का मूल्य है और i1 की पावर n को भविष्य मूल्य कारक कहा जाता है तो S0 है वर्तमान मूल्य 1in भविष्य मूल्य कारक है अब मान लीजिए हम जानते हैं कि nth समय पर में क्या राशि है क्या आप वर्तमान मूल्य की गणना कर सकते हैं तो ये यह कहने जैसा है कि S0 क्या है अगर Sn ज्ञात है तो यह सिर्फ इतना है कि यह अब Sn11in के बराबर है इसलिए यह नीचे चला जाता है तो 11in को वर्तमान मूल्य कारक कहा जाता है S0 अब भविष्य के मूल्य Sn के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है और 11in वर्तमान मूल्य कारक है अब हम इसे इस समस्या पर लागू करते हैं और देखते हैं कि इस समय सीमा में वर्तमान मूल्य क्या है जो वर्तमान समय सीमा नहीं है अब S0 यहाँ वर्तमान मूल्य इस मूल्य D का जो कि पहले वर्ष के बाद किया गया भुगतान है D1i1 होगा प्लस दूसरे वर्ष के अंत में आप एक और भुगतान D करेंगे जो D1i2 होगा जैसे की मैं इस समीकरण का उपयोग कर रहा हूँ फिर 3 साल के अंत में D के लिए वर्तमान मूल्य D1i3 होगा इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो किश्त D जो nth वर्ष के अंत में भुगतान किया जाना चाहिए था अगर वर्तमान में वापस परिलक्षित होता है यह D1in होगा इसलिए वर्तमान समय सीमा के सभी प्रतिबिंबों को जोड़ दिया जाता है और सभी किश्तों को एक साथ लेने पर आपको वर्तमान मूल्य मिल जाएगा अब इसे सरल करते हुए आपके पास D11i1 11i2 11i3 इत्यादि 11in है अब यदि आप इस स्वरुप को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है और यह एक गुणोत्तर श्रेढ़ी की n पद के लिए योग है और गुणोत्तर श्रेढ़ी प्रसिद्ध है और n पद के लिए योग के रूप में समझा जाता है यह n पद के लिए योग a के रूप में होगा जहाँ a पहला पद है और r वह सामान्य कारक है जो इस मामले में 11i है हर पद पिछले पद के संबंध में एक सामान्य कारक 11i द्वारा भिन्न होता है इसलिए यदि मैं उन्हें इस सूत्र पर लागू करता हूं तो मुझे गुणोत्तर श्रेढ़ी का n पद के लिए योग मिल जायेगा आइए हम ऐसा करते हैं इसलिए मैं a 11iरखूंगा 1 11in जो कि 1 rn1 r जो 1 11i है तो यह सरल बनाने पर 1i1 11in हो जाएगा इसलिए यदि आप इसे यहाँ योग के लिए स्थानापन्न करते हैं तो हमारे पास S0 वर्तमान मूल्य D1i1 11in के बराबर होगा और यह भविष्य की सभी nth वर्ष तक की वार्षिक किश्तें एक साथ लेने पर उसके वर्तमान मूल्य के बराबर है और यह कारक D वार्षिक किश्त के बराबर है यहां इस कारक को वर्तमान मूल्य कारक कहा जाता है इसलिए यदि किसी वस्तु की कीमत आज S0 है और किसी को अगले n वर्षों के लिए वार्षिक किश्तों का भुगतान i की ब्याज दर पर करना है तो फिर समान वार्षिक किश्तें D S0 बटे वर्तमान मूल्य कारक के अलावा कुछ भी नहीं है यह आपको वह राशि D देगा जो हर साल nth साल के अंत तक हर साल के अंत में भुगतान की जानी चाहिए ताकि इसका वर्तमान मूल्य S0 हो इस सिद्धांत को मुद्रास्फीति पर विचार करने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है हमने पहले देखा था कि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति के साथ वर्तमान मूल्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है मुद्रास्फीति का प्रतीक f है तो हम कहते हैं इस समय रेखा में जहां प्रत्येक अंतराल एक वर्ष है यह वर्ष 1 है वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष n है और हर साल के अंत में आप समान वार्षिक किश्तों D D D D का भुगतान कर रहे हैं और हम वर्तमान मूल्य क्या है यह जानने के लिए इच्छुक हैं भविष्य की सभी किश्तों भविष्य की समान किश्तों वार्षिक किश्तें जिसका भुगतान करना है उसका वर्तमान मूल्य क्या हैं तो यह वर्तमान समय में परिलक्षित हो सकता है और वर्तमान मूल्य D1f1i है दूसरा वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य D का मान D1f1i2 होगा तो यह D1 f1i1 1 f1i2 इत्यादि 1 f1in के बराबर होगा तो यह फिर से एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है और यह Σ n पद के लिए a×1 r के रुप में है और इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है a 1f1i है जो कि पहला पद है r सामान्य कारक है 1f1in तो इसे 1f के रूप में सरलीकृत किया जा सकता है क्योंकि यहाँ एक i f है यदि if है इसके 0 होने की संभावना है तो यह समीकरण if के लिए मान्य नहीं होगा 1 1f1in तो यह वर्तमान मूल्य कारक है अगर i f के बराबर नहीं है यदि if है प्रत्येक पद 1 1 1 1 होगा तो इसे n पदों के लिए जोड़ दें तो आपको मान n मिलेगा तो यह if के लिए होगा इसलिए यदि आप इसे इस समीकरण में शामिल करते हैं तो वर्तमान मूल्य कारक में D गुणा 1f 1 माइनस वह सभी चीजें यह तब है जब i f के बराबर नहीं है और if के लिए Dn के बराबर है यह वर्तमान मूल्य कारक है और if के लिए वर्तमान मूल्य कारक n है तो इस तरह से मुद्रास्फीति को भी शामिल करते हुए आप पा सकते हैं कि भविष्य में समान वार्षिक किश्तें क्या हैं जो कि उस वस्तु के लिए किए जाने की आवश्यकता है जिसकी आज की लागत S0 है